तो यहाँ हमें इस संगामिति बनाम समानांतरता का एक विशिष्ट उदाहरण मिला है तो यदि आपको एक कोर सिस्टम मिला है और कार्य T1 T2 T3 और T4 तो ये विभिन्न कार्य हैं जो हमारे पास सिस्टम में हैं और समय के साथ शेड्यूलर इस तरह से कार्यों को शेड्यूल करता है सर्वप्रथम यह कुछ समय के लिए T1 को शेड्यूल करता है उसके बाद यह कुछ समय के लिए T2 को शेड्यूल करता है फिर कुछ समय के लिए T3 फिर कुछ समय के लिए T4 और फिर निष्पादन के लिए T1 को चुनता है तो इस तरह का निष्पादन हम बाद में देखेंगे इसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के रूप में जाना जाता है तो हर एक कार्य को कुछ समय के लिए सीपीयू दिया जाता है तो यह एक समवर्ती स्थिति है क्योंकि सभी कार्य प्रगति कर रहे हैं यदि हम किसी समय कार्य को देखते हैं तो सभी कार्य तो आप देखेंगे कि T1 कुछ हद तक प्रगति कर चुका है T2 भी कुछ हद तक प्रगति कर चुका है T3 भी कुछ हद तक आगे बढ़ गया है तो हो सकता है कि प्रगति की मात्रा एक समान न हो लेकिन वे सभी कार्य प्रगति कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि केवल T1 निष्पादित कर रहा है और अन्य सभी नहीं कर रहे हैं तो T1 अभी समाप्त हो गया है और अन्य कोई नहीं वे कुछ छोटे अंश में कार्यकारी कर सकते हैं तो यह स्थिति नहीं होगी तो इस तरह से शेड्यूलर इसे एक ही कोर सिस्टम में संगामिति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है मल्टी कोर सिस्टम पर तो हमें 2 कोर कोर 1 और कोर 2 मिल गया है अब शेड्यूलर का काम अधिक जटिल है तो शेड्यूलर को न केवल कार्य को निष्पादित करना है बल्कि यह तय भी करना है कि किस कोर पर अमल करना है तो इस मल्टी कोर शेड्यूलर डिजाइन में मसले है तो एक विशिष्ट मामले के लिए ऐसा हो सकता है कि कोर 1 पर पहले यह विषम संख्या कार्य डालता है और कोर 2 पर यह समान नंबर का कार्य डालता है तो यह एक पूरी तरह से काल्पनिक निर्णय है जो शेड्यूलर ने लिया है तो यह T1 कुछ समय के लिए चलाया जाता है फिर इसे T3 को दिया जाता है फिर T3 को कुछ समय के लिए चलाया जाता है फिर T1 को दिया जाता है यह इस तरह से चलता है और इसी तरह कोर 2 के लिए पहले T2 कुछ समय के लिए चलता है फिर T4 कुछ समय के लिए अब आगे यह इस कार्य के लिए यह का एक अच्छा या बुरा वितरण है इसका उत्तर केवल तब दिया जा सकता है जब हम उन सभी कार्यों के लिए कुल समय प्राप्त करते हैं जो इसके लिए संपूर्ण अनुप्रयोग का गठन करते हैं इसलिए ऐसा हो सकता है हमें बहुत बेहतर निर्णय लेने की आवश्यकता है और यह एक बहुत बुरा निर्णय हो सकता है क्योंकि T2 और T4 कार्य T1 और T3 की तुलना में काफी छोटे हो सकते हैं परिणामस्वरूप यह दूसरा कोर समय की एक अच्छी राशि के लिए निष्क्रिय रहेगा और इसे कम करना होगा यदि हम निष्पादन को अनुकूलित करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम यहां समानांतरता पाते हैं क्योंकि T1 और T2 वे समानांतर प्रगति कर रहे हैं T3 T4 समानांतर प्रगति कर रहे हैं और हमारे पास संगामिति हैं क्योंकि किसी भी समय सभी कार्य उपस्थित हैं उन्होंने कुछ सीमा तक निष्पादित किया है तो इस तरह से आपको मल्टी कोर सिस्टम में समानांतरता और संगामिति दोनों मिल गए हैं अब यदि हम कोर की संख्या बढ़ाते हैं तो निष्पादन कैसे बेहतर होगा इसलिए ऐसा है हम आदर्श रूप से एक स्थिति चाहते हैं जैसे कि मैं 1 कोर का उपयोग करने के बजाय यदि मैं 2 कोर का उपयोग करता हूं तो मेरा कार्य संपादन थ्रूपुट पिछले 1 का दोगुना होना चाहिए क्योंकि प्रति यूनिट समय में मैं 2 काम कर सकता हूं जो कि एक प्रोसेसर द्वारा संभव हो सकता है तो इस तरह से यह उम्मीद है लेकिन दुर्भाग्य से यदि आप किसी भी प्रोग्राम को देखते हैं तो इसका पूरा हिस्सा समानांतर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा होगा जो स्वाभाविक रूप से अनुक्रमिक है इसलिए आप इसका कोई समानांतरता नहीं कर सकते हैं और कुछ भाग ऐसे हैं जो समानांतर हो सकता है इसलिए केवल वे हिस्से जो समानांतर हो सकते हैं उन्हें इस समानांतर कार्य समानांतर कोर और इस तरह से दिया जा सकता है कि आप कार्य संपादन में सुधार ला सकते हैं तो यह अम्दाहल का नियमAmdahl's law है यह कहता है कि सीरियल और समानांतर घटकों दोनों के लिए अतिरिक्त कोर जोड़ने से कार्य संपादन लाभ की पहचान करता है इसलिए यदि किसी कार्य में एक आवेदन हो सकता है तो सीरियल और समानांतर घटक दोनों हो सकते हैं तो शुरू में यह कुछ संचालन कर सकता है और केवल जब यह किसी प्रकार का ऐरे अपडेशन करता है और सभी i बराबर 1 से 1000 के लिए ai बराबर bi प्लस ci है तो कुछ इस तरह तो फिर मुझे समानांतरता मिली है लेकिन जब तक यह ऑपरेशन कर रहा है जैसे कि x बराबर y प्लस z p बराबर x गुणा k इसलिए मैं समानता नहीं रख सकता क्योंकि यह x मान है इसलिए इन दोनों कथनों को समानांतर रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह x की बस यहां गणना की जाती है इसलिए मैं उन्हें समानांतर में नहीं कर सकता तो इस तरह से कोर के कुछ भाग स्वाभाविक रूप से आप समानांतर नहीं कर सकते हैं और कोर के कुछ हिस्से हैं जिन्हें बहुत आसानी से समानांतर किया जा सकता है तो इस Amdahl के नियम में कहा गया है कि अगर मुझे N प्रोसेसिंग कोर मिल गया है और S सीरियल भाग है तो स्पीड उप 1 बटा S प्लस 1 माइनस S गुणा N या उससे कम होगी इसलिए उदाहरण के लिए हमें एक उपयोग मिला है जहां 75 प्रतिशत समानांतर है और 25 प्रतिशत सीरियल है अब अगर मुझे एक भी कोर मिला है तो मुझे एस मिला है एस बराबर 75 प्रतिशत समानांतर है 25 प्रतिशत समानांतर है तो S 025 के बराबर है और एक प्रोसेसर सिस्टम N के लिए 1 के बराबर है तो यह अभिव्यक्ति 1 बटा 025 प्लस 1 माइनस एस हो जाती है जो 075 बटा 1 एन 1 के बराबर है इसलिए यह मुझे 1 के बराबर स्पीड उप देता है तो अगर मुझे एक प्रोसेसर सिस्टम मिला है तो इसके संबंध में एक प्रोसेसर सिस्टम में अब कोई सुधार नहीं है मान लीजिए मैंने 2 कोर लगाए तो एन 2 के बराबर है तो यह है यह अभिव्यक्ति मूल्य 1 बटा 025 प्लस हो जाता है इसलिए 075 बटा 2 और फिर इस मूल्य को तो यह 075 बटा 2 है इसलिए यह 0375 है तो 0375 प्लस 025 तो यह 0625 कर देगा तो 1 बटा 0625 तो यह लगभग 16 है तो यह 16 के बराबर है तो ऐसा क्या होता है इसका मतलब है यदि आप 1 प्रोसेसर से 2 प्रोसेसर पर जाते हैं और कोर ऐसा है कि यह 75 प्रतिशत समानांतर और 25 प्रतिशत सीरियल है तो फिर आप एक गति में सुधार कर सकते हैं केवल 16 अब आप देखें कि क्या आप इस अभिव्यक्ति को ध्यान से देखते हैं तो यह कहता है कि ऐसा है यह सीरियल भाग है इसलिए मैं यहां कुछ नहीं कर सकता और यह 1 माइनस एस समानांतर भाग है इसलिए यदि आपके पास अधिक संख्या में प्रोसेसर हैं तो यह समय सैद्धांतिक रूप से एन के एक कारक से कम हो जाएगा तो यह वास्तविक बात नहीं है तो यह सैद्धांतिक है क्योंकि वास्तविक रूप से संचार के लिए समय होगा डेटा वितरण और उस सभी के लिए भी समय होगा इसलिए वे यहां देखभाल नहीं कर रहे हैं तो यह मानते हुए कि वे सब कुछ 0 हैं तो यह एस प्लस 1 माइनस एस बटा एन है इसलिए यह भाग मुझे स्पीड उप प्रदान करता है तो ऐसा इसलिए इस एस स्पीड उप के इस संभावित मूल्यों पर गौर करने के लिए जब एन अनंत तक पहुंचता है तो यह स्पीड उप लगभग 0 है इसलिए स्पीड उप 1 बटा एस हो जाती है इसलिए यदि आपको असीम रूप से बहुत अधिक संख्या में प्रोसेसर मिले हैं तब स्पीड उप 1 बटा एस द्वारा दिया जाएगा इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी एप्लिकेशन के सीरियल भाग में अतिरिक्त कोर जोड़कर प्रदर्शन लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि आप अतिरिक्त कोर जोड़ते हैं इसलिए यदि मैं अनंत संख्या में कोर भी जोड़ता हूं तो स्पीड उप 1 बटा एस होगी यदि अनुक्रमिक भाग स्वाभाविक रूप से अधिक है तो स्पीड उप कम होगा इसलिए यदि कोई प्रोग्राम 100 प्रतिशत अनुक्रमिक प्रोग्राम है तो भी आप अनंत संख्या में कोर डालते हो तब भी स्पीड उप केवल 1 ही रहेगी तो ये अमदलAmdahl's के नियम का विचार है तो यह नियम समकालीन मल्टी कोर सिस्टम को कैसे ध्यान में रखता है इसलिए समकालीन मल्टी कोर सिस्टम बहुत अधिक जटिल हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से यह एक सैद्धांतिक अध्ययन है और यह वहां सच्ची तस्वीर देने में सक्षम नहीं हो सकता है लेकिन इससे आप स्पीड उप की सैद्धांतिक ऊपरी सीमा प्राप्त कर सकते हैं तो आगे हम एक ग्राफ पर एक नज़र डालेंगे जो यह दर्शाता है ठीक है तो यह आदर्श स्थिति है इसलिए जैसा कि आप प्रोसेसर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो स्पीड उप इस तरह से बढ़नी चाहिए तो यह रेडलाइन है 1 के साथ स्पीड अप 1 है 2 के साथ स्पीड अप 2 होना चाहिए 4 के साथ स्पीड अप 4 होना चाहिए तो यह इस तरह से विकसित होना चाहिए दूसरी ओर आदर्श रूप से क्या होता है जब अनुक्रमिक भाग बढ़ता है तो यह ग्राफ पूरी तरह से नहीं आ रहा है इसलिए जैसे जैसे अनुक्रमिक भाग बढ़ता है स्पीड उप कम होने लगती है इसलिए ये हैं जैसे कि आप स्पीड उप को कम करते हैं अनुक्रमिक भाग अधिक होता है परिणामस्वरूप यह सुधार खराब हो जाता है तो यह इस अम्दाहल का नियमAmdahl's law की चित्रमय व्याख्या है अगला हमारे पास समानता के प्रकारों को देखते हुए हमारे पास डेटा समानता हो सकती है इसलिए डेटा समानांतरवाद में हमारा ध्यान कई कंप्यूटिंग कोर में समान डेटा के सबसेट वितरित करने और प्रत्येक कोर पर एक ही ऑपरेशन करने पर केंद्रित है तो एक ही डेटा वितरित किया जाना है तो अलग अलग डेटा पर एक ही ऑपरेशन किया जाएगा उदाहरण के लिए यदि आपको आकार N की एक ऐरे के अवयव को जोड़ना है तो एक ही कोर सिस्टम पर हमारे पास एक थ्रेड हो सकता है जिसमें 0 से N माइनस 1 अवयव का जोड़ होगा तो यह मानते हुए कि ऐरे इंडेक्स 0 से एन माइनस 1 तक चलता है इसलिए सिंगल कोर सिस्टम पर मेरे पास एक थ्रेड हो सकता है जो एरे में इस सभी एन एंट्रीज के लिए जोड़ देता है दोहरे कोर सिस्टम पर हम थ्रेड A को कोर 0 पर चला सकते हैं जो 0 से n बटा 2 तक जोड़ कर सकता है जबकि थ्रेड B कोर 1 पर चल रहा है जो N बटा 2 से n माइनस 1 तक जोड़ कर सकता है और फिर उसके बाद मैं इन 2 आंशिक जोड़ का फिर से जोड़ कर सकता हूँ उनमें से शायद कोर ए या कोर बी का उपयोग करके दो थ्रेड अलग कंप्यूटिंग कोर पर समानांतर में चल रहे होंगे इसलिए इस तरह एक बार जब मैंने डेटा वितरित किया है तो 0 से एन बटा 2 कोर 0 पर और एन बटा 2 से एन माइनस 1 कोर बी पर एक बार जब हमने उसके बाद वितरण किया है तो मैं दोनों कोर के लिए एक ही निर्देश देता हूं कि आप सभी संख्याओं को जोड़ते हैं जो आपके पास हैं तो इसके बाद वे आंशिक रकम के साथ आते हैं और फिर दूसरे जोड़ का उपयोग करते हैं तो वह मुझे करना होगा तो इस तरह से हमें यह थ्रेड लेवल डेटा समानता मिला है और दूसरी ओर हम कार्य समानांतरवाद भी कर सकते हैं जिसमें डेटा नहीं कार्यों को कई कंप्यूटिंग कोर में वितरित करना शामिल है प्रत्येक थ्रेड एक अद्वितीय ऑपरेशन कर रहा है और हो सकता है कि विभिन्न थ्रेड की एक ही डेटा पर ऑपरेटिंग हो या वे विभिन्न डेटा पर ऑपरेशन कर रहे हों इसलिए अलग अलग कार्य अलग अलग थ्रेड्स को दिए गए हैं इसलिए यह कार्य स्तर समानता है इसलिए यह पहले की तरह है कि मैं उसी मैट्रिक्स के लिए कह रहा था जो आपको मैट्रिक्स के ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स के व्युत्क्रम और मैट्रिक्स के निर्धारक को खोजने में रुचि हो सकती है इसलिए जैसा कि वे ऐसा कर सकते हैं मैं परिभाषित कर सकता हूं कि एक ही मैट्रिक्स को कार्यों की संख्या दी जा सकती है इसलिए प्रत्येक कार्य इनमें से एक ऑपरेशन कर सकते हैं इसलिए इस तरह से हमारे पास कार्य स्तर समानता हो सकती है इसके बाद यह स्थिति है इसलिए डेटा स्तर समानता में हमें मिला है कि डेटा को भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक कोर को डेटा का हिस्सा दिया गया है तो कोर 0 इस भाग के लिए कर रहा है कोर 1 इस भाग के लिए कर रहा है इसलिए निर्देश सभी कोर के समान है या कार्य स्तर समानता इसलिए समान डेटा सभी कोर को दिया जाता है या अलग अलग डेटा अलग अलग कोर को दिए जाते हैं इसलिए वे दोनों संभव हैं लेकिन वे जो ऑपरेशन कर रहे हैं वे सभी अलग हैं तो इस तरह से हमें यह कार्य स्तर समानता मिला है तो यह अलग अलग कोर है वे अलग अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन डेटा समान हो सकता है या डेटा भिन्न हो सकता है तो यह कार्य स्तर समानता है अब ऑपरेटिंग सिस्टम पर चर्चा पर वापस आते हैं इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं जब यह प्रक्रियाओं को निष्पादित कर रहा है इसलिए हमने देखा है कि इस प्रक्रिया के कई थ्रेड हो सकते हैं अब हम यह भी जानते हैं कि जब कोई प्रक्रिया निष्पादित हो रही है तो निष्पादन के 2 मोड हैं कुछ समय के लिए उपयोगकर्ता मोड में निष्पादित होता है और कभी कभी यह कर्नेल मोड में निष्पादित होता है इसलिए सामान्य कम्प्यूटेशनल कार्य जब यह कर रही हैं जब भी यह सिस्टम कॉल कर रहा होता है तो यह उपयोगकर्ता मोड को निष्पादित करता है तो यह कर्नेल मोड में जा रहा है अब तो उपयोगकर्ता और कर्नेल दोनों स्तरों पर हम कई कार्यों के बारे में सोच सकते हैं जो एक साथ किए जा सकते हैं इसलिए हो सकता है कि उपयोगकर्ता के स्तर पर मुझे 3 अलग अलग कार्य मिले हों जो कि समान रूप से होने चाहिए तो मेरे पास तीन अलग अलग उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड हो सकते हैं जो इसका ख्याल रखते हैं इसी प्रकार कर्नेल स्तर पर भी मैं कई ऐसे कार्य कर सकता हूं जो समान रूप से चल रहे हैं इसलिए मैं कर्नेल स्तर के थ्रेड्स के बारे में भी सोच सकता हूं तो थ्रेड के लिए यह सहयोग शायद उपयोगकर्ता स्तर और कर्नेल दोनों स्तरों पर प्रदान किया गया है तो हमें उपयोगकर्ता थ्रेड्स मिले हैं जो कर्नेल के ऊपर समर्थित हैं और मुख्य रूप से उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड्स लाइब्रेरी द्वारा कर्नेल समर्थन के बिना प्रबंधित किए जाते हैं इसलिए हमारे पास उपयोगकर्ता स्तर पर थ्रेड लाइब्रेरी हैं इसलिए उन लाइब्रेरी कॉल का उपयोग करते हुए हम अलग अलग थ्रेड बनाते हैं और वे थ्रेड्स समानांतर में निष्पादित होते हैं लेकिन वे कोई सिस्टम कोर नहीं बना रहे हैं तो उनमें से कोई भी निष्पादन के कर्नेल मोड में नहीं जा रहा है दूसरी तरफ यह कर्नेल थ्रेड्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे समर्थित और प्रबन्धित है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर के रूप में हमें इस कर्नेल थ्रेड को प्रदान करना होगा और हमें उन कर्नेल थ्रेड्स के लिए इंटरफ़ेस को बताना होगा जब भी सिस्टम कॉल किया जाता है इसलिए हमें उपयोगकर्ता को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस सिस्टम कॉल को कर्नेल स्तर पर थ्रेड्स पर कैसे मैप होने जा रहा है लेकिन इंटरफ़ेस जैसे कि यह सिस्टम कॉल कैसे किया जाएगा तो इतना ही पर्याप्त है लेकिन कार्यान्वयन स्तर पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर सोच सकता है कि मेरे पास कर्नेल में कई थ्रेड होंगे और जब किसी विशेष सिस्टम कॉल को कॉल किया जा रहा है तो कर्नेल स्तर थ्रेड पर यह कैसे मैप किया जा सकता है तो उपयोगकर्ता स्तर पर इसे थ्रेड लाइब्रेरी द्वारा नियंत्रित किया जाता है कर्नेल स्तर पर इसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो वस्तुतः सभी समकालीन सिस्टम कर्नेल थ्रेड का समर्थन करते हैं तो हमें विंडोज लिनक्स मैक ओएस एक्स मिला है इसलिए ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम वे कर्नेल स्तर के थ्रेड का समर्थन करेंगे इसलिए हम देखेंगे कि ये चीजें वास्तव में कैसे हो रही हैं तो उपयोगकर्ता और कर्नेल थ्रेड्स के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं ऐसे 3 अलग अलग बहुत सामान्य संबंध स्थापित करने के तरीके हैं जैसे कई से एक एक से एक और कई से कई तो उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड्स और कर्नेल स्तर थ्रेड्स के बीच यह मैपिंग कैसे होगी या संबंध होगा इसलिए जैसे कई अन्य प्रकार के मानचित्रण हैं जो हमारे पास विभिन्न डोमेन में हैं तो यह थ्रेड्स के मामले में कैसे हो रहा है तो ऐसा हम देखेंगे और सबसे पहला सबसे सरल है जो एक से एक मॉडल है तो एक से एक मॉडल में ऐसा होता है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड केवल एक कर्नेल थ्रेड में मैप होता है तो इसलिए उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड बनाना भी कर्नेल थ्रेड बनाता है इसलिए जब भी उपयोगकर्ता थ्रेड बनाया जाता है मान लीजिए कि एक नया थ्रेड यहां बनाया गया है तो तदनुसार एक नया कर्नेल थ्रेड भी बनाया जाएगा और इस थ्रेड को इस पर मैप किया जाएगा इसी तरह इस थ्रेड को इस पर मैप किया जाता है इस थ्रेड को इस पर मैप किया जाता है यह थ्रेड भी इसी तरह एक और थ्रेड पर मैप होना चाहिए इसलिए जब भी आप उपयोगकर्ता स्थान में एक नया थ्रेड बनाते हैं तो कर्नेल मोड में भी एक नया थ्रेड बनाया जाता है तो एक कर्नेल थ्रेड के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड मैप एक उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड बनाने के साथ साथ कर्नेल थ्रेड बनाता है इसलिए कई से 1 मॉडल से अधिक संगामिति होती है क्योंकि ऐसा होता है कि यदि यह थ्रेड सिस्टम को कॉल करता है तो यह थ्रेड इस बात का ध्यान रखेगा या यदि यह थ्रेड सिस्टम कॉल करता है तो इस थ्रेड का ख्याल रखना होगा इसलिए हर उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड के लिए मुझे एक कर्नेल स्तर का थ्रेड मिला है जो कि उसकी देखभाल करेगा तो यह अच्छा है या बुरा यह अच्छा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में परेशान हूं कि कोई और थ्रेड अवरुद्ध हो गया है या नहीं इसलिए यदि यह थ्रेड यहां अवरुद्ध हो गया तो यह आगे नहीं बढ़ सकता तो अन्य थ्रेड इस वजह से पीड़ित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें अपना थ्रेड मिल गया है तो यह केवल उस विशेष ऑपरेशन या केवल उस विशेष थ्रेड तक ही सीमित है तो यह पूरा थ्रेड अवरुद्ध हो सकता है लेकिन इससे दूसरों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसलिए यह इस अर्थ में बेहतर है कि हमें कई से एक के लिए अधिक संगामिति मिल गई है लेकिन मुश्किल यह है कि हम बड़ी संख्या में थ्रेड बना रहे हैं तो जब और जब उपयोगकर्ता थ्रेड बनाया गया है तब तब एक कर्नेल थ्रेड भी बनाया जा रहा है तो इस तरह से यदि उपयोगकर्ता प्रोग्राम अच्छी संख्या में सिस्टम कॉल नहीं करता है तो यह कर्नेल स्तर थ्रेड्स वे ज्यादातर अप्रयुक्त होंगे तो इस तरह से इितने कर्नेल स्तर थ्रेड्स बनाना एक बहुत बुद्धिमान निर्णय नहीं है और सिस्टम संसाधन अवरुद्ध हो जाते हैं तो हमें अधिक संगामिति मिल गई है लेकिन प्रति प्रक्रिया थ्रेड की संख्या को प्रतिबंधित करना होगा एक प्रक्रिया उपयोगकर्ता के स्तर के थ्रेड्स बनाने जा सकते हैं और उनमें से प्रत्येक परिणामस्वरूप कुछ कर्नेल स्तर के थ्रेड्स भी बनाएगा और उस प्रोग्राम के बाद से जो हमारे पास है तो प्रोग्राम कुछ उपयोगकर्ता द्वारा लिखा जाता है जो थ्रेड स्तर प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं या नहीं भी और गलती से उपयोगकर्ता अनंत लूप बनाता है और उस अनंत लूप में यह कुछ थ्रेड बनाता है तो कर्नेल स्तर पर परिणामस्वरूप अनंत संख्या में थ्रेड्स बनेंगे इसलिए यह प्रणाली के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर वो क्या करते हैं वे अक्सर एक अधिक प्रतिबंध लगाते हैं कि आप कितने कर्नेल स्तर के थ्रेड्स बना सकते हैं या थ्रेड्स की संख्या जो आप प्रति प्रक्रिया बना सकते हैं तो आज यह दिमाग में छाप लो तो विशिष्ट उदाहरण हैं विंडोज़ और लिनक्स तो उन्हें यह एक से एक मॉड्यूल मिला है इसलिए जब भी यूजर लेवल थ्रेड बनाया जाता है तो कर्नेल लेवल थ्रेड भी बनाया जाता है और थ्रेड्स की संख्या पर एक ऊपरी बाउंड होता है जिसे आप किसी प्रोसेस में बना सकते हैं तो यह एक से एक मॉडल है तो कई से एक मॉडल भी हो सकता है और कई से एक मॉडल तो कई उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड एक कर्नेल थ्रेड पर मैप किए जाते हैं तो हमें यहाँ एक सिंगल कर्नेल थ्रेड मिला है इनमें से कई उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेडहैं तो उन्हें यहां उसी तरह मैप किया जाता है जो उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड का एक और सेट हो सकता है तो वे दूसरे कर्नेल थ्रेड पर मैप किए जाते हैं इसलिए मैं मैपिंग कर सकता हूं लेकिन यह मैपिंग तय है इसलिए यदि यह थ्रेड किसी भी तरह से ब्लॉक किया जाता है तो यह हो सकता है कि इस साथी ने एक सिस्टम कॉल किया हो और इसे इस कर्नेल थ्रेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा हो और यह यहां कहीं अवरुद्ध हो गया हो तो यह थ्रेड्स भी अवरुद्ध हो जाएंगे क्योंकि वे कोई सिस्टम कॉल नहीं कर सकते हैं बेशक इस समूह को इस थ्रेड के अवरुद्ध होने के कारण नुकसान नहीं होता है तो यह समूह पीड़ित नहीं है इसलिए हमें यह कई उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड एक कर्नेल थ्रेड पर मैप किए गए हैं और एक थ्रेड अवरोधन सभी 2 ब्लॉक का कारण बनता है तो यह वह चीज है जो मैं बता रहा था कि यदि यह थ्रेड अवरुद्ध हो जाता है तो यह सभी थ्रेड अवरुद्ध हो जाएंगे मल्टीपल कोर सिस्टम पर कई थ्रेड समानांतर में नहीं चल सकते हैं क्योंकि एक बार में केवल 1 कर्नेल मोड में हो सकता है तो यह एक और मुश्किल स्थिति है जो यह कहती है कि यह है तो हो सकता है कि मुझे कई कोर मिल गए हैं अब यह मल्टीपल कोर है मान लो मेरे पास यह चीज नहीं है मेरे पास दूसरा नहीं है मुझे केवल यह 4 उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड मिले हैं और यह एक कर्नेल स्तर का थ्रेड है और अब मान लें कि मुझे 4 कोर मिल गए हैं मेरे सिस्टम में तो मुझे 4 कोर मिले हैं तो वे हैं यह कोर सी 1 को दिया जाता है यह सी 2 है यह सी 3 है और यह सी 4 है लेकिन उसके बाद सी 1 ने एक सिस्टम कॉल किया है और यह यहां है अगर सी 2 इसके निष्पादन के लिए एक सिस्टम कॉल करने की जरूरत है सी 1 को कुछ प्रिंट करना हो सकता है तो यह है कि इसने प्रिंट f के लिए एक कॉल किया है और परिणामस्वरूप यह कर्नेल मोड में चला गया है अब c2 था तो यह c1 के लिए है और c2 भी कुछ प्रिंट करना चाहता है c2 शायद प्रिंट नहीं करना चाहता है तो यह एक फाइल को खोल सकता है लेकिन अब यह थ्रेड आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि इस के लिए केवल 1 कर्नेल थ्रेड था c1 c2 c3 c4 उपयोगकर्ता थ्रेड का समूह और जो अब c1 सिस्टम कॉल के साथ व्यस्त है तो c2 को इंतजार करना होगा इसलिए भले ही आपके पास कई कोर उपलब्ध हो आप उन्हें समान रूप से चलाने के लिए नहीं बना सकते इसलिए कई थ्रेड मल्टी कोर सिस्टम पर समानांतर में नहीं चल सकते हैं क्योंकि एक बार में केवल एक कर्नेल मोड में हो सकता है कुछ सिस्टम वर्तमान में इस मॉडल का उपयोग करते हैं जैसे सोलारिस ग्रीन थ्रेड जीएनयू पोर्टेबल थ्रेड इसलिए वे इस विशेष रणनीति का लाभ उठाते हैं जो हमारे पास है बेशक यह मैपिंग अद्वितीय हैं तो इस तरह से ऑपरेशन के इस कर्नेल मोड को संभालना सरल हो जाता है तो इसीलिए ऐसा किया जाता है इसलिए हो सकता है कि यह सिस्टम के लिए अच्छा काम करे और इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकें एक और मॉड्यूल जो हमारे पास है वह कई मोड के लिए कई है तो यह अधिक लचीला तरीका है तो हमें कर्नेल थ्रेड्स का एक समूह मिला है और हमें खेद है कि हमें कर्नेल थ्रेड्स का एक ऐसा समूह मिला है और हमें उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड्स का एक समूह मिला है और मैपिंग उनके बीच है इसलिए यह उपयोगकर्ता थ्रेड मान लेता है कि यह एक सिस्टम कॉल करना चाहता है तो क्या सिस्टम यह पता लगाएगा कि क्या कोई कर्नेल लेवल थ्रेड फ्री है या नहीं तो परिणामस्वरूप इस सिस्टम कॉल को इस थ्रेड द्वारा निष्पादित किया जाएगा अब पिछले वाले के विपरीत जहां हमें उपयोगकर्ता थ्रेड के एक समूह के लिए एक सिंगल कर्नेल थ्रेड मिला था तो यहाँ मुझे कई कर्नेल थ्रेड मिले हैं तो अगर यह साथी अब एक सिस्टम कॉल करता है तो शायद यह इस थ्रेड को ढूंढ सकता है जो इसे ले सकता है तो इस कर्नेल थ्रेड की क्षमताओं के बीच कोई अंतर नहीं है इसलिए वे सभी उन सभी को निष्पादित कर सकते हैं जो सभी सिस्टम कॉल करते हैं इसलिए परिणामस्वरूप उनकी क्षमताओं में कोई अंतर नहीं है तो केवल एक चीज यह है कि उन्हें मुक्त होना चाहिए इसलिए यदि कर्नेल थ्रेड मुक्त है और कोई भी उपयोगकर्ता थ्रेड एक सिस्टम कॉल करता है तो यह उसी के द्वारा लिया जाएगा तो यह कई उपयोगकर्ता स्तर के थ्रेड्स को कई कर्नेल थ्रेड्स में मैप करने की अनुमति देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्याप्त संख्या में कर्नेल थ्रेड बनाने की अनुमति देता है तो अब पश्चिम डिजाइनर अब थोड़ा सुरक्षित है क्योंकि उस एक से एक मैपिंग के विपरीत जब भी आप एक उपयोगकर्ता थ्रेड बनाया जाता है तो एक कर्नेल थ्रेड बन जाएगा तो उस तरह या कहें कि निश्चित मैपिंग कई से एक मैपिंग जैसे केवल एक कर्नेल थ्रेड उपयोगकर्ता थ्रेड के एक समूह के लिए है तो उस प्रकार की स्थिति इसलिए यहां क्या होता है कि पश्चिम का डिजाइनर तय कर सकता है कि मैं कुछ संख्या में कर्नेल थ्रेड्स बनाऊंगा जो कि सिस्टम के लोड के प्रकार के लिए काफी अच्छा माना जाता है और यह हो भी सकता है इस तरह से एक ट्यूनेबल पैरामीटर तो इस तरह से इसलिए उपयोगकर्ता पश्चिमी डिज़ाइनर कई कर्नेल थ्रेड्स बनाएगा और फिर उपयोगकर्ता थ्रेड्स और कर्नेल थ्रेड्स के बीच यह मैपिंग करेगा इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्याप्त संख्या में कर्नेल थ्रेड बनाने की अनुमति देता है और सोलारिस संस्करण 9 से पहले उस का उपयोग कर रहा था इसलिए थ्रेड फाइबर पैकेज के साथ विंडोज़ यह इस प्रकार की सुविधा का भी उपयोग कर सकता है जिसमें इसे लागू किया जा सकता है एक और स्थिति हो सकती है जिसे 2 स्तर मॉडल के रूप में जाना जाता है तो यह कई से कई मॉडल के समान है सिवाय इसके कि यह एक उपयोगकर्ता थ्रेड को कर्नेल थ्रेड के लिए बाध्य करने की अनुमति देता है तो यह कई से कई है इसलिए हमें यहां इस उपयोगकर्ता थ्रेड में से कई मिल गए हैं तो वे कुछ कर्नेल थ्रेड्स के लिए बाध्य हैं लेकिन वही सेट जो करने के लिए बाध्य है तो यह तय है इसलिए उपयोगकर्ता थ्रेड्स का यह सेट कर्नेल थ्रेड के लिए बाध्य है इसी तरह यह सेट करने के लिए बाध्य है तो यह थ्रेड इस तरह से आगे बढ़ता है तो इस प्रकार के सिस्टम के विशिष्ट उदाहरण IREX हैं फिर HP UX फिर Tru64 UNIX और Solaris 8 और पहले का सिस्टम तो वे इस 2 स्तर के मॉडल का उपयोग करते हैं तो कई से कई मॉडल सबसे सामान्य मॉडल है तो यह है कि यह वहाँ है लेकिन यह दो स्तर का मॉडल है तो यह कर्नेल थ्रेड से बंधे होने के लिए एक उपयोगकर्ता थ्रेड की अनुमति देता है तो उनका बंधन तय हो गया है अब थ्रेड लाइब्रेरी के लिए जा रहा है इसलिए वे अलग अलग लाइब्रेरी हैं जो उपयोगकर्ता को इस थ्रेडिंग दर्शन का उपयोग करके प्रोग्राम लिखने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं तो अन्यथा यह मुश्किल होगा कि थ्रेड कॉन्सेप्ट का उपयोग करके थ्रेड के एप्लिकेशन विकसित किया जाए थ्रेड लाइब्रेरी के साथ यह प्रोग्रामर को एप्लिकेशन इंटरफ़ेस एपीआई के साथ थ्रेडिंग बनाने और प्रबंधित करने के लिए प्रदान करता है कार्यान्वयन के दो प्राथमिक तरीके हैं एक पूरी तरह से उपयोगकर्ता स्थान में एक लाइब्रेरी है और हम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कर्नेल स्तर लाइब्रेरी समर्थित कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि उपयोगकर्ता स्तर थ्रेड और कर्नेल स्तर थ्रेड हैं तो यह हो सकता है कि हम इस लाइब्रेरी को पूरी तरह से यूजर स्पेस में बना सकते हैं इसलिए हमारे पास जो भी लाइब्रेरी है उपयोगकर्ता स्तर का थ्रेड इसका उपयोग कर रहा होगा और निश्चित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम इस कर्नेल स्तर के थ्रेड का समर्थन करेगा ताकि इसका उपयोग किया जा सके तो वहाँ तीन प्राथमिक थ्रेड लाइब्रेरी है एक POSIX Pthreads लाइब्रेरी है तो विंडोज़ थ्रेड लाइब्रेरी मिल गया है और हम जावा थ्रेड लाइब्रेरी मिल गया है इसलिए इन सभी लाइब्रेरी में वे हमें कोई रास्ता प्रदान करेंगे जिसके द्वारा हम कुछ थ्रेड बना सकते हैं हम कम्प्यूटेशन कर सकते हैं हम कुछ थ्रेड की प्रतीक्षा कर सकते हैं इस समानता का ध्यान रखा जा सकता है तो इन थ्रेड लाइबरेरीज़ में देख रहे हैं तो उनमें से एक यह Pthreads लाइबरेरी है और इसे एक आदर्श के रूप में प्रदान किया गया है तो यह अब एक मानक बन गया है तो कई ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे कि वे Pthreads लाइबरेरीज़ जैसे की सोलारिस लिनक्स मैक ओएस एक्स और सभी जैसे इस Pthreads लाइबरेरीज़ का पालन करेंगे तो वे इस Pthreads लाइबरेरीज़ का समर्थन करते हैं इसलिए हम इस Pthreads के बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन हम इस बात की एक झलक पाने की कोशिश करेंगे कि यह थ्रेड स्तर के प्रोग्राम कैसे दिखेंगे इसलिए यह अगले व्याख्यान में करेंगे